Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture - 24 Circuit Theorems Contd Refer Slide Time 0024 तो नॉर्टन के प्रमेय का उपयोग करते हुए एक और उदाहरण लेते है माना कि RN और IN हैं वास्तव में हमने पहले इस RN पर चर्चा की है वास्तव में यह r RThevenin के अलावा और कुछ नहीं है जैसी पहले चर्चा की गई है तो जिस तरह से नॉर्टन ने थेवेनिन प्रतिरोध प्राप्त किया है उससे यहाँ कोई बदलाव नहीं है तो वास्तव में इतनी सारी समस्याओं पर चर्चा की है तो अब क्या कॉल करें कि चीजों को समझना आसान हो जाए और हम इसे देख कर पता लगा सकते है पहली बात यह है कि जब नेटवर्क में आश्रित r स्रोत होंगे तो उन्हें बंद नहीं किया जा सकता है केवल स्वतंत्र स्रोतों को ही बंद किया जा सकता है Refer Slide Time 0136 इसलिए यदि उदाहरण के लिए ऐसा करते हैं तो उदाहरण के बाद के समाधान यहाँ दिए हैं मान लीजिए कि यदि हम चाहते हैं इस सर्किट का पता लगानातो यह पता लगाने के लिए r RN जो RThevenin है आश्रित स्रोत है तो इसे एक वोल्टेज स्रोत कह सकते हैं कि और कह सकते है और एक वोल्टेज स्रोत कनेक्ट करें V0 1 वोल्ट कहें और उस स्थिति में क्या करना है इसे छाँटना है क्योंकि आश्रित स्रोतों को बंद करना पड़ता है तो अगर वोल्टेज स्रोत के मामले में इसे सॉर्ट करना है यदि ऐसा करते हैं तो अब क्या होगा जैसे कि मान लीजिए कि यह विधुत धारा ली इस धारा को i0 कहेगे यह धारा i0 है इस वोल्टेज स्रोत से आ रही है जैसे ही यह छोटा होता है तो क्या होगा धारा वास्तव में इस सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होगी लेकिन यहां कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यह एक शॉर्ट सर्किट पाथ है इसलिए स्वाभाविक रूप से विधुत धारा नहीं होगी इसे इसके माध्यम से प्रवाहित करें अर्थात r iy 0 हो जाएगा अगर iy हो जाता है 0 तो यह भाग 2 iy होता है जो कि 0 होता है क्योंकि iy 0 तो मूल रूप से i0 केवल यहाँ प्रवाहित होगी तो इसका मतलब है कि सर्किट होगा i0 ऐसा होगा क्योंकि यहाँ है भी और यह नहीं भी होगा और क्योंकि यह रास्ता छोटा है और चूंकि यह रास्ता छोटा है इसलिए करंट इस जगह ले लेगा तो यहाँ कोई करंट नहीं होगा iy 0 क्योंकि यह करंट आमतौर पर शॉर्ट सर्किट पाथ से प्रवाहित होता है तो यहाँ कुछ नहीं होगा तो यह भी वहाँ नहीं है तो हम 0 तो यह 0 है मूल रूप से सर्किट केवल यही हिस्सा रहता है अगर इसका मतलब मूल रूप से 5 i r V0 क्षमा करें 5 i V0 1 इसका मतलब है r V0 के द्वारा i0 5 यानी 5 क्योंकि V0 r v वैसे भी V0 1 लेकिन अगर 1 न डालें तो केवल V0 कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह रिश्ता V0 5 i0 प्राप्त कर रहे हैं इसका मतलब है V0 के द्वारा i0 5 हम इसे स्पष्ट करते है इसका मतलब है हालांकि r V0 1 वोल्ट डालने पर पुनर्लेखन से कोई फर्क नहीं पड़ता यह 5 Ω ही होगा Refer Slide Time 0353 तो इसका मतलब है कि RN RThevenin r 5 के समान है तो यह r है RN प्राप्त करने के लिए क्या कॉल करें तो जैसे ही इसे सॉर्ट किया जाता है वोल्टेज स्रोत डालने पर इसके माध्यम से कोई विधुत धारा नहीं होगी और आश्रित स्वतंत्र स्रोत इसे बंद कर देता है इसलिए यह हैr कि RN कैसे प्राप्त करें Refer Slide Time 0428 और r प्राप्त करने के लिए IN यानी RN करंट IN r iSC इस नॉर्टन करंट को प्राप्त करने के लिए बाद में सर्किट आरेखित करेगे Refer Slide Time 0441 तो इसमें यहाँ V01 वोल्ट लगा दिया है वास्तव में यहाँ V0 यदि 1 वोल्ट नहीं लगाते हैं 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता मूल रूप से V0 को i0 से प्राप्त करना है और इसने बताया कि r RN 5 कैसे मिलेगा और अब जब इसे सॉर्ट किया जाता है तो यह पता लगाना होता है कि उस शॉर्ट सर्किट करंट को क्या कहते हैं तो इस मामले में इस मामले में r जैसा कि इसे क्रमबद्ध किया जाता है उदाहरण के लिए मान लीजिए इससे बहने वाली धारा का कहना है कि इससे प्रवाहित होने वाली धारा r i है Refer Slide Time 0510 अब जैसा कि इसे सॉर्ट किया गया है और यह 20 वोल्ट इस 8 प्रतिरोध में है तो इस मामले में क्या होगा यदि r iy r iy 20 को 8 से विभाजित किया जाएगा वो r 25 एम्पीयर इसलिए 25 एम्पीयर इसलिए यदि iy 25 एम्पीयर है तो यह वह आश्रित धारा स्रोत 2 iy है इसलिए यह 2 iy 2 गुणा 25 है जो कि r 5 एम्पीयर है जो कि r 5 एम्पीयर है तो अब सवाल यह है कि यहाँ यह r है 5 एम्पीयर करंट किस कॉल में प्रवेश कर रहा है अब r का मान प्राप्त करने के लिए i का मान i का मान प्राप्त करने के लिए यह 5 एम्पीयर है इसका मतलब है r iSC IN अगर हम यहां से लिखते है तो यह मूल रूप से i5 होगा इसलिए हमे i प्राप्त करना होगा तो इसे प्राप्त करने के लिए यहाँ K V L क्या लागू होता है तो यह केवल 5 है i यह केवल5 i 20 0 है जिसका अर्थ है r i 4 एम्पीयर का अर्थ है iSC IN 4 5 यानी 9 एम्पीयर इसलिए हम यहाँ एसे है जैसी चीजें i को समझ में आती हैं तो अगर इसे स्पष्ट करें तो इसका मतलब है कि यह वास्तव में r 4 और 5 है तो वह r IN है जो कि 9 एम्पर है Refer Slide Time 0706 तो उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही होंगी तो यहाँ वही किया गया है Refer Slide Time 0723 तो यह सब यहाँ लिखा है r स्वयं के माध्यम से जा सकता है लेकिन सब कुछ यह सब लिखने के माध्यम से जा सकता है जैसा है वैसा ही लिखा है और इसलिए कि r RN 5 Ω हमने गणना करने का तरीका बताया यहाँ V0 1 वोल्ट वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है V0 भागित 1 0 सीधे 5 Ω मिलेगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट जो कुछ भी ले वह 5 Ω हो जाएगा Refer Slide Time 0747 Refer Slide Time 0751 और इसी तरह यह हमने बताया कि 8 प्रतिरोध के माध्यम से 25 एम्पीयर और यह भी हमने बताया 4 यहाँ बहुत विस्तार से लिखित में है लेकिन वे K C L लागू हैं और दिखाया गया है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए यह 9 एम्पीयर है तो IN i शॉर्ट सर्किट करंट 9 एम्पीयर तो सब कुछ यहाँ समझ में आता है Refer Slide Time 0812 नॉर्टन के प्रमेय द्वारा चित्र 63 में दिखाए गए सर्किट के 10 Ω रेसिस्टर में अगली एक विधुत धारा निर्धारित करता है तो इस r के माध्यम से वर्तमान का पता लगाना होगा कि नॉर्टन प्रमेय का उपयोग करके इस 10 Ω प्रतिरोध को क्या कहते हैं तो पहली बात यह है कि किस कॉल को करना है पहले 10 Ω को निकालना है फिर r के लिए जाना है कि r RN और r iSC का पता लगाने के लिए कौन सी कॉल है शॉर्ट सर्किट करंट में तो यह क्या कर सकता है कि इस शॉर्ट सर्किट करंट का पता लगाने के लिए यह सर्किट का पता लगाना है r शॉर्ट सर्किट करंट का पता लगाना है Refer Slide Time 0854 तो यह iSC यहाँ है देखो यह कैसे करेगा तो यह शॉर्ट सर्किट है तो 10 Ω अभी बाहर है अब यह 12 एम्पीयर है तो इस शाखा के माध्यम से और इस शाखा के माध्यम से वर्तमान का पता लगाएं कुछ समय के लिए मान लीजिए हमारी रुचि 6 Ω प्रतिरोध के माध्यम से चालू है मान लीजिए कि यह i है तोविधुत धारा विभाजन विधि का उपयोग करके धारा विभाजन विधि का उपयोग करते हुए r i होगा i होगा यह r 6 Ω प्रतिरोध के माध्यम से r विधुत धारा का पता लगाना चाहता है यानी 3 को 36 से विभाजित करके इस 12 Ω 12 एम्पियर में स्वतंत्र धारा स्रोत है तो 12 एम्पीयर में तो यह 4 एम्पीयर हो जाता है इसका मतलब है कि इसमें से प्रवाहित होने वाली यह i धारा 4 एम्पीयर है अब यह छोटा हो गया है यह पाथ छोटा है इसका मतलब है कि यह 9 कुछ भी नहीं बहेगा क्योंकि यह 4 Ω 4 एम्पीयर करंट इस पाथ पर ले जाएगा तो 9Ω के प्रतिरोध में कोई करंट नहीं होगा इसलिए करंट 0 है क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट है यानी iSC IN होगा 4 एम्पीयर तो इस छोटी सी बात में साधारण सी बात समझनी है लेकिन जैसा कि यह शॉर्ट सर्किट है तो 9Ω प्रतिरोध के माध्यम से कोई करंट नहीं होगा सभी करंट इस शॉर्ट सर्किट पथ से गुजरेंगे अर्थात यह 4 एम्पीयर करंट इस शॉर्ट सर्किट पथ से प्रवाहित होगा तो iSC IN 4 एम्पीयर आशा है कि यह समझ में आया होगा आगे है RN या R जो कि RN r RThevenin एक ही बात है इस विधुत धारा स्रोत के बाद यह स्वतंत्र धारा स्रोत है तो इसे बंद कर दिया लेकिन इसका मतलब है कि यह ओपन सर्किट होगा और r 1 और 2 के बीच में RN का पता लगाना है तो तो यह 6 और 3 है इसलिए यदि देखें तो यह खुला है अत 6 और 3 वे r श्रंखला में हैं तो 9 और 9 वे समानांतर में हैं Refer Slide Time 1109 तो मूल रूप से r RN होगा r 9 गुणा 9 भागित 9 9 यानी r यह 45 Ω 4 45 Ω हो जाएगा इसलिए यह r RN है तो मूल रूप से 9 भागित 2 तो इसका मतलब है कि RN मिला है तो 45 Ω Refer Slide Time 1135 Refer Slide Time 1138 अब समकक्ष सर्किट को देखें Thevenin के प्रमेय ने देखा है कि V Thevenin और RThevenin श्रृंखला में हैं यहाँ r IN को 4 एम्पीयर मिला है और RN को मिला है और अब यह कि अब 10 इस RN से जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में आसानी से पता लगाया जा सकता है कि धारा विभाजन के माध्यम से R अब i 10 क्या है इसे i 10 लिखा जाता है जिसका अर्थ है 10 धारा प्रतिरोध के माध्यम से तो i 10 Ω i 10 Ω यानी r यह r 4 एम्पीयर करंट है यह विधत धारा स्रोत है यह 4 एम्पीयर है तो धारा विभाजन विधि इसलिए i 10 r 45 r से विभाजित है क्योंकि ये समानांतर में हैं तो 4510 इस 4 एम्पीयर में जो कुछ भी आएगा वह r i १० होगा यह संख्यात्मक मान नीचे दिया गया है जो कि इस 10 Ω प्रतिरोध के माध्यम से r धारा है तोहम इसे स्पष्ट करते है तो यह r है यह वास्तव में 1241 एम्पीयर पे आता है Refer Slide Time 1255 अगला एक और है उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होगी Refer Slide Time 1259 तो चित्र में r 66 गए सर्किट के नॉर्टन समकक्ष सर्किट को प्राप्त करना दिखाया गया है 50 प्रतिरोध में वर्तमान को निर्धारित करने के लिए पता लगाना होगा तो इस 50 Ω प्रतिरोध के माध्यम से वर्तमान का पता लगाना होगा तो पता लगाना है कि r शॉर्ट सर्किट करंट को क्या कहते हैं RN और IN का पता लगाना है IN iSC शॉर्ट सर्किट करंट तो पहले RN का पता लगाना होगा और r iSC या IN को क्या कहते हैं उसके बाद उस RN के साथ सभी r iSC उस वर्तमान स्रोत फिर RN और फिर यह 50 Ω सभी मूल रूप से समानांतर में होंगे तो हम इसे स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 1346 तो अब हम इस पर चलते हैं इस शॉर्ट सर्किट करंट को प्राप्त करने के लिए इसे शॉर्ट किया जाता है इसे शॉर्ट किया जाता है तो सवाल यह है कि फिर कैसे वे एक और चीज r RN प्राप्त करने के लिए यह दो मौजूदा स्रोत बंद कर दिया गया है और यह खुला है तो यहाँ अगर उस पर गौर करें तो r iSC r छोटा है और साथ ही यह 2 एम्पीयर बस इस पर गौर करें यह 2 एम्पीयर यह ऊपर की ओर है और यह 1 एम्पीयर यह भी ऊपर की ओर है तो उनका परिणाम 1 कहा जायेगा 2 3 एम्पीयर है और यह दिखा रहा है कि दिशा इस तरह ऊपर की ओर दी गई है और इसे सॉर्ट किया जाता है इसे सॉर्ट किया जाता है और यह 3 एम्पीयर होता है तो मूल रूप से अगर इस सर्किट को देखें तो मूल रूप से यह इन दो चीजों पर क्या होगा सॉर्ट किया गया है तो यह 100 Ω और 100 Ω वास्तव में समानांतर में हैं तो उस स्थिति में यह क्या होगा जो कुछ भी हमारा मतलब है कि जो कुछ भी r शॉर्ट सर्किट करंट होगा तो वह iSC है Refer Slide Time 1455 अब हम यहाँ पर चलते हैं तो दोनों 100 प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट और iSC IN 12 3 एम्पीयर हैं और जैसे ही यह खुला होता है यह समानांतर में होता है तो यहाँ क्या हो रहा है कि इस मार्ग को इस तरह से सुलझाया गया है अतः यह 1 ऐम्पियर धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी इसलिए क्योंकि यह 1 एम्पीयर के माध्यम से यह धारा प्रवाहित नहीं होगी क्षमा करें इस 100 प्रतिरोध के माध्यम से क्योंकि यह सॉर्ट किया जाता है और इसी तरह यह 2 एम्पीयर करंट भी इससे बहेगा क्योंकि ये दोनों अप्रभावी हैं क्योंकि यह सॉर्ट किया गया है Refer Slide Time 1533 यानी हमारा iSC r iSC 12 यानी 3 एम्पीयर हम क्या बता रहे थे कि 21 शुरू में 3 दोनों ऊपर की ओर और अंत में यह 1 एम्पीयर करंट यहाँ बह रहा है और 2 एम्पीयर करंट यहाँ बह रहा है तो और यह यह यह छोटा है और यह बहुत छोटा है तो खेद है कि यह 1 2 छोटा है इसलिए 100 Ω करंट तक कोई धारा नहीं होगी और इस 100 Ω प्रतिरोध के माध्यम से कोई धारा नहीं होगी तो ये सभी 2 एम्पीयर शॉर्ट सर्किट पाथ लेते हैं इसलिए यह 3 एम्पीयर होगा यानी मेरा iSC IN r 3 एम्पीयर और और जब यह समानांतर में होगा कि नॉर्टन एक और दो के बीच में तब पता लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उस समय यह खुला होता है यह भी खुला होता है और यह भी 1 और 2 के बीच का पता लगाना होता है तो उस समय 100 और 100 समानांतर में होते हैं जब यह खुला होता है तो 100 तो RN 50 Refer Slide Time 1642 तो अंत में यदि इस सर्किट को ड्रा करें तो IN 3 एम्पीयर RN 50 और यह और ah चाहते हैं उस 50 प्रतिरोध के माध्यम से भी करंट का पता लगाना चाहते हैं तो यह 50 50 है और यह 3 एम्पीयर है तो मूल रूप से यह i 50 Ω बराबर करंट डिवीजन है यह 15 एम्पीयर 15 एम्पीयर होगा तो इस तरह से वास्तव में इसका पता चलता है नॉर्टन में कि सभी चीजें समानांतर में हैं यह प्रतिरोध 50 और यह समकक्ष नॉर्टन है और यही वह है जिसे नॉर्टन आर करंट थेवेनिन के मामले में VThevenin RThevenin RL सभी श्रृंखला में हैं नॉर्टन IN RN के मामले में और यह मूल रूप से R L से है अगर मान लें कि यह R L 50 है तो मान लें कि सभी समानांतर में हैं और यह 50 50 है इसलिए करंट आधा आधा होगा यानी इस 50 प्रतिरोध के माध्यम से यह 15 एम्पीयर होगा Refer Slide Time 1743 तो आगे हम एक नॉर्टन समकक्ष सर्किट को प्राप्त करेगे चित्र में दिए गए सर्किट से Refer Slide Time 1748 तो यहाँ नॉर्टन समकक्ष सर्किट प्राप्त करना है जो यह r 30 वोल्ट का स्रोत है क्या यह स्वतंत्र स्रोत है 110 एम्पीयर r धारा स्रोत है तो एक बार शॉर्ट सर्किट करंट का पता लगाना होगा दूसरे को 1 और 2 नॉर्टन समकक्ष सर्किट में r का पता लगाना होगा तो क्षमा करें नॉर्टन समकक्ष प्रतिरोध तो r RN RThevenin के मामले में तो उस स्थिति में इस r को प्राप्त करने के लिए RN का पता लगाना होगा उस स्थिति में इस स्रोत को शॉर्ट सर्किट बंद कर देना चाहिए और यह धारा स्रोत खुला होना चाहिए यह वहां नहीं होना चाहिए तो उस मामले में इस शॉट सर्किट के स्त्रोत को बंद कर देना चाहिए और इस धारा स्त्रोत को खुला होना चाहिए तो इस मामले में इसे यहाँ नहीं होना चाहिए क्या होगा इसका मतलब है इसका मतलब है यह 1 Ù और 5 Ù यह श्रृंखला में होगा तो यह r 6 होगा और यह 3 होगा अतः 6 और 3 समानांतर में हैं Refer Slide Time 1848 तो इसे प्राप्त करेंगे जिसे कि शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं Refer Slide Time 1850 RN के लिए r 2 Ω मिलेगा RN r बन जाएगा Refer Slide Time 1852 पहले हम आ रहे है R RN 2 Ω यह है RN Refer Slide Time 1854 अब उसके बाद क्योंकि इस समकक्ष सर्किट से इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है यानी यह खुला है यह 30 वोल्ट का स्रोत छोटा है तो 15 6 और 6 और 3 समानांतर हैं इसलिए 6 गुणा 3 भागित 63 इसलिए 18 भागित 9 इसलिए 2 Ω और जब यह अभी है जब इसे सॉर्ट किया गया है तो यह पता लगाना होगा कि r क्या कॉल करता है कि शॉर्ट सर्किट करंट है जिसका पता लगाना है अब सवाल यह है कि जैसे ही इसे सॉर्ट किया जाता है जैसे ही सर्किट में देखा जाता है अगर सर्किट में देखें तो यह पाथ जैसा है यह पाथ सॉर्ट किया गया है यह सॉर्ट किया गया है तो उस स्थिति में जो होगा उससे देखेंगे कि 5 Ù और 1 Ù वास्तव में समानांतर में हैं अगर इस टर्मिनल को यहां कहीं लाते हैं तो हमारा मतलब है कि अगर इसे यहां लाने पर पढ़ा जाता है तो क्योंकि यह यही है यह सब सामान्य है तो पाएंगे कि 5 Ù और 1 Ù r में हैं समानांतर में क्या कॉल है इसका मतलब है कि इस 5 प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा क्या है इसलिए यदि मान लीजिए कि ये धाराएँ मान लें कि यदि यह i है तो यह 10 एम्पीयर धारा स्रोत है हम इस करंट को 1 Ù और 5 Ù में विभाजित करना चाहते है तो 5 प्रतिरोध के माध्यम से करंट क्या है तो उस स्थिति में वर्तमान विभाजन के माध्यम से क्योंकि 5 और 1 समानांतर में हैं इसलिए वर्तमान विभाजन विधि r i होनी चाहिए यह 1 को 51 से इस 10 एम्पीयर में 10 एम्पीयर में विभाजित किया जाता है तो मूल रूप से यह 10 भागित 6 एम्पीयर होगा जो कि 5 भागित 3 एम्पीयर है जो कि इससे बहने वाली धारा है और एक और बात यह है कि r को शॉर्ट सर्किट करंट का पता लगाना है क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट करंट नॉर्टन करंट है तो जैसे ही यह छोटा हो जाता है कि जैसे ही यह टर्मिनल छोटा हो जाता है तो फिर क्या है यह विधुत धारा क्या है मान लीजिए यह धारा i0 है यह धारा i0 है तो फिर i0 का पता लगाना होगा तो iSC मूल रूप से i0i होगा तो इस मामले में क्या होगा कि इस r i0 करंट को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल तरीका यह है कि यह क्या कर सकता है हालांकि यह एक 0 क्षमता है लेकिन आसान गणना के लिए जो r पता है वह इसे इस तरह KVL बना सकता है तो उस स्थिति में यह 3 i0 30 हो जाएगा क्योंकि अगर इस तरह से चलता है तो यह है - 303 i0 0 यानी i0 मान लीजिए 10 एम्पीयर तो i0 10 एम्पीयर और यहाँ i 5 भागित 3 एम्पीयर मिलेगा तो इसलिए IN iSC यह धारा r 105 भागित 3 यानी 35 भागित 3 एम्पीयर तो यह हमारा शॉर्ट सर्किट करंट या IN है तो हम इसे स्पष्ट करते है तो अगर ऐसा है तो इस 35 भागित 3 को देखें जो कि r एम्पीयर है तो शॉर्ट सर्किट करंट 35 भागित 3 एम्पीयर मिला और r RN को भी नॉर्टन को 2 मिला है Refer Slide Time 2238 तो इसका मतलब है यह नॉर्टन समकक्ष सर्किट है तो अब निर्धारित करें कि यह एक और उदाहरण है शॉर्ट सर्किट द्वारा विभाजित RN v ओपन सर्किट का उपयोग करके चित्र 72 में दिखाए गए सर्किट का RN निर्धारित करें तो इस मामले में यह r V o c है यह खुला है यह V o c टर्मिनल है 1 2 तो इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट वर्तमान यह 0 है क्योंकि यह खुला है अतः इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और एक आश्रित स्रोत भी है एक आश्रित स्रोत भी है यहाँ उस समाधान पर जाने से ठीक पहले देखें तो यह वोक का पता लगाना है लेकिन जैसा कि यह खुला है इसलिए यह iSC 0 यदि iSC 0 का अर्थ है यह पद भी ४ गुणा 0 0 अर्थात यह भाग है यदि यह 0 है तो r इस सर्किट में 4 गुणा iSC है तो इसमें कोई धारा नहीं है तो यहाँ भी कोई करंट नहीं है यहाँ भी यह 0 करंट जा रहा है क्योंकि iSC यहाँ यह 0 है यह आश्रित स्रोत है यहाँ यह 0 है तो फिर क्या हो रहा है यह 5 एम्पीयर स्वतंत्र धारा स्रोत यह धारा वास्तव में इस तरह प्रसारित होगी तो यह हमारा r है जिसे 5 एम्पीयर करंट कहते हैं यह 5 एम्पियर इस तरह घूमेगा तो यह वास्तव में नोडल विश्लेषण से है यह आधार है यदि ऐसा है तो इसका मतलब है हमारा v 1 v 1 का अर्थ r संदर्भ बिंदु के संबंध में है तो यह हमारा संदर्भ बिंदु है तो हमारा V 1 5 गुणा 3 हो जाएगा जो कि r 15 वोल्ट है अत v 1 15 वोल्ट होगा और चूंकि यह वास्तव में सामान्य टर्मिनल है इसलिए यदि यहाँ यह 15 है तो यहाँ भी यह 15 है तो अगला उस पर जाएगा इसलिए यह पहले उस v 1 को प्राप्त करता है जब यह ओपन सर्किट होता है Refer Slide Time 2434 तो अगर V 1 15 है तो इसका मतलब है यह वोल्टेज यह वोल्टेज वास्तव में V 1 है और V 1 15 वोल्ट और यह है यह है अब अगर यह पता लगाना है कि V o c क्या है तो तीर का मतलब है और यह कोई तीर नहीं है इसका मतलब है कि अगर हम इसे वैसे ही रखते है और हमने बार बार बताया अब यहां r लागू करें जिसे r K V L कहते हैं तो iSC 0 तो यह 4 होगा यह ओपन सर्किट है तो 4 को 0 में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ओपन सर्किट है तो अगर इस तरह से चलते हैं तो यह होगा 12 पहले आ रहा है फिर r V o c यहाँ यह r v 1 v 1 0 है Refer Slide Time 2547 और V 1 15 वोल्ट यानी अगर V 1 15 को यहाँ रखा जाए तो वी ० सी १५ १२ होगा यानी आर ३ वोल्ट यानी ओपन सर्किट V o c वोल्टेज को 3 वोल्ट मिला तो हम इसे स्पष्ट करते है यानी मेरा V o c 3 वोल्ट तो V o c को अब iSC प्राप्त करना होगा तो ऐसे में अगर iSC मिला है तो इसे सर्किट में जाना होगा Refer Slide Time 2603 तो V o c को 3 वोल्ट मिला हमने सब कुछ पहले से समझाया है अब I o c प्राप्त करने के लिए इसे सॉर्ट किया गया है मेरा मतलब यह है यह 1 और 2 अब सॉर्ट किया गया है क्योंकि I o c प्राप्त करना है Refer Slide Time 2615 तो यह r है जिसे कॉल किया जाता है और 1 वोल्टेज स्रोत 12 वोल्ट 5 एम्पीयर होता है और जैसा कि जब हल किया गया है तो चीजें बदल गई हैं तो यह वोल्टेज अब v 2 है अब प्रश्न यह है कि संदर्भ के संबंध में यह वोल्टेज v 2 है तो बस संदर्भ के संबंध में रुकें अब प्रश्न यह है कि r को पहले यह पता लगाना होगा कि iSC क्या है कि यह एक सामान्य टर्मिनल है यह एक सामान्य टर्मिनल है तो यह वोल्टेज यह वोल्टेज v 2 है और यह r है तो जैसा कि हम पहले भी कई बार कर चुके है तो इस जाल में K V L लगाएं तो iSC में 4 गुणा 4 गुणा iSC मिलेगा तो यह v 2 v 2 12 0 यानी iSC r 12 v 2 को 4 से भाग देने पर यानी यहाँ लिखा होता है और एक और बात यह है i यह i है यहां हम स्वयं लिखेगे क्योंकि यहां वोल्टेज v 2 है तो नीचे की ओर बढ़ रहा है इसलिए यह v 2 भागित 3 है अब इसके साथ r K C L लागू करें क्योंकि यह एक सामान्य नोड है यहां K C L लागू करें अगर यहां K C L लागू करें तो r समझने के लिए क्या होगा मान लीजिए यह हमारा नोड है यह करंट आ रहा है तो इस दिशा में iSC लिया है तो यहाँ करंट प्रवेश कर रहा है यह iSC है 5 एम्पीयर भी यहां प्रवेश कर रहा है यह 5 है और अगला 4 iSC इस टर्मिनल को छोड़ रहा है तो 4 इस नोड को छोड़कर 4 iSC और हम भी i v 3 यहाँ छोड़ रहे है और यह i है इसका मतलब है iSC 5 आने वाली धारा r 4 iSC 4 iSC यह r इसे क्या कहते हैं i यह मतलब है कि यह v 2 भागित 3 है तो 4 iSC का अर्थ है iSC की अभिव्यक्ति यहाँ मिल गई है यहाँ स्थानापन्न करना है यानी यह 4 गुणा 12 v 2 भागित 4 प्रभावी रूप से होगा यह 12 v 2 हो जाएगा और यह i होना चाहिए v 2 भागित 3 तो सब कुछ समीकरण v 2 के संदर्भ में मिलेगा जैसे कि आसानी से प्राप्त हो जाएगा जो v 2 का मान है केवल iSC की गणना करेगा तो इसे हम यहाँ स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 2910 तो उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही होंगी अब नोडल विश्लेषण लागू करें हमने यहाँ बताया कि यह अब 12 v 2 5 v 2 भागित 3 होगा जो कि r i 4 गुणा r iSC होगा तो iSC 12 v 2 भागित 4 तो 12 v 2 भागित 4 4 4 रद्द हो जाएगा v 2 के लिए हल v 2 96 वोल्ट होगा इसलिए r तो r iSC इस व्यंजक ने 12 v 2 भागित 4 तो यह 06 एम्पीयर है और इसलिए नॉर्टन प्रतिरोध RN V o c भागित iSC V o c को 3 वोल्ट मिला और यह iSC है और यह r 5 Ω है तो मिल गया और यह वास्तव में IN iSC IN तो यह r है Glossary शब्दकोष English Word Word Meaning Current करंट विधुत धारा Resistance रेजिस्टेंस प्रतिरोधक Circuit सर्किट परिपथ Terminal टर्मिनल मार्ग Magnitudes मैग्निट्यूड परिमाण Path पाथ पथ Aggregation एग्रीगेशन एकत्रीकरण Key point की पॉइंट मुख्य बिंदु